इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हमने देखा है कि यदि कोई मटेरियल है जो पोलोराइज है अथवा जिसका पोलराइजेशनPहै हम इसको एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जैसा मान सकते हैं जिसमें एक सिग्मा है जो सतह पर Pnद्वारा दिया जाता है जहां n सतह से या मटेरियल से बाहर जाने वाला नॉर्मल है इसलिए मैं यहां कुछ प्लस चार्ज तथा माइनस चार्ज यहां लिख सकता हूं और चार्ज डेंसिटी bजो कि P है मुझे यहां P r का एक फंक्शन स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए और इसे हम बाउंड चार्ज कहते हैं क्योंकि ये गति के लिए स्वतंत्र नहीं हैं bPn b P और हमने जो पाया वह यह है कि हम इन चार्जेस से किसी बिंदु r पर इलेक्ट्रिक फील्डEr और पोटेंशियल Vr की गणना कर सकते हैं उदाहरण के लिए r को स्रोत बिंदु के रूप में लेते हुए पोटेंशियल Vr को 14π0 Pr r r r r dS लिखा जा सकता है और संबंधित इलेक्ट्रिक फील्ड E को Vr के ऋणात्मक ग्रेडियंट के रूप में दिया जाएगा तो यह एक सामान्य कार्यनीति है dS Er V हालाँकि जिन मटेरियल की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें जब किसी बाहरी फील्ड में रखा जाता है या उन पर यदि कोई फील्ड लगाया जाता है अथवा दूसरे चार्जेस की उपस्थिति में उन्हें रखा जाता है तब वह मटेरियल पोलराइज हो जाते हैं अथवा वह पोलराइजेशन उत्पन्न करते हैं और यहां पर हमारा प्रयास इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना के लिए एक सार्वभौमिक तरीका विकसित करने का है और साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे की पोलराइज मीडिया और चार्जेस दोनों मिलकर किस प्रकार का फील्ड अथवा पोटेंशियल उत्पन्न करते हैं इसलिए इस संदर्भ में हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को परिभाषित करने जा रहे हैं जिसके द्वारा कुछ इसी प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आइए फिर से लिखते हैं कि यदि मेरे पास कुछ चार्ज डिसटीब्यूशन की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रिक फील्डEहै और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसे मैं लाल रंग से दिखा रहा हूं यह चार्ज वितरण इसके अंदर हो सकता है यह बाउन्ड चार्ज से अलग है तो Er ρ0 हो जाएगा इसके अतिरिक्त बाउंड चार्ज के कारण भी फ़ील्ड है इसलिए इसे ρ0 P0 के रूप में दिया जा रहा है मैं इस समीकरण को 0EP के डायवर्जेंस के रूप में फिर से लिख सकता हूं और यह के बराबर है और इसे पोलराइजेशन से उत्पन्न होने वाले बाउंड चार्ज से अलग करने के लिए मैं इसको free कहने जा रहा हूं Erρ0 P0 0EPfree और ब्रैकेट में दी गई राशि 0EP D या डिस्प्लेसमेंट कहलाती है और यह डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट का डायवर्जेंस free के बराबर है यह D के लिए गॉस का नियमGauss's Law कहलाता है D0EP Dfree अब यहां डिस्प्लेसमेंट राशि लेने से क्या फायदा है जैसा कि आपको ज्ञात है कि फ्री चार्ज कुछ ऐसा होता है जिसकी कहीं से आपूर्ति की गई हो अथवा किसी में लाया गया हो इसलिए एक इंड्यूस्ड राशि होने से अच्छा है कि हमारे पास वह राशि होनी चाहिए जोकि इस फ्री चार्ज से संबंधित हो उदाहरण के लिए यदि मैं इस तरह के एक माध्यम को यहां लाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने रख दूं तो इस पर इंड्यूस्ड चार्ज उत्पन्न होते हैं और मुझे नहीं पता कि वे इंड्यूस्ड चार्ज क्या हैं और इसलिए मैं चार्जेस पर आधारित एक ऐसा सिद्धांत विकसित करना चाहता हूं जिसकी बारे में मुझको पता हो और इसलिए वह फ्री चार्ज है इसलिए हमारे पास एक राशि डिस्प्लेसमेंट है और जो फ्री चार्ज से संबंधित है तो D freeके बराबर है दूसरी ओर इलेक्ट्रिक फील्डEr चार्जेस के द्वारा उत्पन्न होता है चाहे वह बाउंड चार्ज हों या फ्री चार्ज और इसलिए जैसा कि हमने पहले देखा था कि इसे Vr के रूप में लिखा जा सकता है मैं इसे स्पष्ट रूप से 14π0freer r r r

r r 3r rdV सरफेस चार्जेस पदके द्वारा लिख सकते हैं इस व्यंजक में प्रथम पाद फ्री चार्जेस तथा द्वितीय पद बाउंड चार्ज के लिए है r r 3r rdV यहां ध्यान देने योग्य है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चार्जेस से उत्पन्न हो रहा है तो कम से कम हम जो देख रहे हैं वह यह है कि इन स्टैटिक चार्जेस से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है और इसलिए Curl Er0है इसका यह भी अर्थ है कि हमErकी गणना पोटेंशियल Vr से कर सकते हैं जो हम पहले ही देख चुके हैं इसलिए जब भी मेरे पास पोलराइजेशन मीडिया होता है मेरे पास दो राशियां Eतथा D होती हैं तो यहां पर पोलराइजेशन मीडिया है और यहां पर कुछ फ्रीचार्ज freer हैं मेरे पास दो समीकरण हैं एक Dfree है और Curl Er0 है अब हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम को याद करें जो कहता है कि किसी भी राशि की गणना करने के लिए मुझे कर्ल के साथ साथ डायवर्जेंस की भी आवश्यकता होती है यहाँ मेरे पास दो राशियां Eतथा D हैं मुझे D का डायवर्जेंसDivergence औरE का कर्ल पता है हम एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या D का कर्ल शून्य है यदिD का कर्ल शून्य था और यह ज्ञात था तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना के लिए एक समस्या की तरह हो जाता है यदि मैं D के डायवर्जेंस और कर्ल को जानता हूं तो मैं D को एक पोटेंशियल की डायवर्जेंस के रूप में लिख सकता हूं और सभी गणनाओं को उसी तरह कर सकता हूं जैसे हमने पहले किया था लेकिन यह जरूरी नहीं है क्योंकि Curl D को D0EP लिखा जा सकता है जो D Pके बराबर है क्योंकि E0 है इसलिए मेरे पास सिर्फ P का कर्ल बचता है अपनी स्क्रीन के बाईं ओर के चित्र को देखें मान लीजिए मेरे पास एक मेटेरियल है आइए हम इसे Y दिशा मानते हैं यह X दिशा है माना कि पोलराइजेशन की Y दिशा में है और यह X के साथ बदलता है तो मान लीजिए कि पोलराइजेशन PP0e xa y के बराबर दिया गया है है जहां y एक यूनिट वेक्टर है आप तुरंत देखेंगे कि P0 है मैं जो बिंदु बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वह यह है कि P का शून्य होना आवश्यक नहीं है और इसलिए सामान्य तौर पर मैं E Free0 P0 लिख सकता हूं लेकिन अगर कोई पोलराइजेशन मीडियम है जहां P खुद E पर निर्भर करता है तो यह मुझे पता नहीं होता है PP0e xa y P0 E Free0 P0 क्योंकि हम इसे प्राथमिकता से नहीं जानते हैं और इसलिए अब हमें समस्याओं को हल करने के लिए तकनीक विकसित करनी होगी इससे पहले हम ऐसा करें मैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ गणना करता हूँ ताकि आपको इस बारे में एक आइडिया मिल जाए किस को किस प्रकार करना है याद कीजिए हमने एक समस्या हल की थी जहां मैंने आपको ऊंचाई h रेडियस R का एक सिलेंडर दिया था जिसमें R h की तुलना में बहुत अधिक था और पोलराइजेशन ऊपर की तरफ जा रहा था इस मामले में हमने दिखाया था कि यह शीर्ष पर पॉजिटिव चार्ज P0 और नीचे नेगेटिव चार्ज P0 वाले सिलेंडर के समतुल्य था और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होता है यह E है यदि हम किनारे पर फ्रिंज इफेक्ट की उपेक्षा करते हैं जो मैं यहां दिखा रहा हूं तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 और इसलिएP0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी D0 होगा डिस्प्लेसमेंट के दूसरे उदाहरण के रूप में आइए हम एक पोलराइज स्फीयर को लेते हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी कि पोलराइजेशन एक समान है और हम इसे Z दिशा कहते हैं और हमने जो दिखाया वह यह था कि यह ऊपरी सतह पर पॉजिटिव चार्ज तथा निचली सतह पर नेगेटिव वाले स्फीयर के समतुल्य है इसे P0 cos के रूप में दिया जाता है और इसके द्वारा अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है जो नीचे की तरफ दृष्टिगत होता है इसलिए यदि PPo z P है तो P0 cos के बराबर था और इलेक्ट्रिक फील्ड EP030 z है और इसका तात्पर्य यह है कि अंदर डिस्प्लेसमेंट Dinside0EPहोगा जो कि 23P0z23Pभी लिखा जा सकता है डाय पोल के कारण बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड E14π03prr pr3 और p4π3R3Pz द्वारा दिया जाएगा जहां R रेडियस है और बाहर पोलराइजेशन P0 है और इसलिए यहाँ D14π0prr pr3 है तो इस व्याख्यान में हमने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D नामक एक नई राशि प्रस्तुत की है जो 0EP के बराबर है और इसका डायवर्जेंस निकाय में उपस्थित तीन चार्जेस के बराबर है और इसका कर्ल शून्य नहीं है इस प्रकार हमने कुछ उदाहरणों के लिए डिस्प्लेसमेंट की गणना की है